तो चीजों के इंटरनेट पर यह व्याख्यान स्मार्ट ग्रिड पर केंद्रित है इसलिए पहले भाग में हम स्मार्ट ग्रिड की मूल बातों के बारे में बात करेंगे इसके पीछे कुछ प्रेरणाएँ हैं कि स्मार्ट ग्रिड की आवश्यकता क्यों है और भी बहुत कुछ आप को बता दूँ कि स्मार्ट ग्रिड व्याख्यान के दूसरे भाग में एक उन्नत अवधारणा को शामिल किया जाएगा इसलिए पहला भाग जो हम करने जा रहे हैं वह यह है कि हम यह समझने जा रहे हैं कि स्मार्ट ग्रिड क्या है और चीजों के इंटरनेट के समग्र निर्माण में इसकी भूमिका क्या है और स्मार्ट ग्रिड के विभिन्न घटक क्या हैं तो आइए पहले देखें कि स्मार्ट ग्रिड क्या है हम सभी पारंपरिक विद्युत ग्रिड से परिचित हैं पारंपरिक विद्युत ग्रिड में क्या होता है आप जानते हैं कि हमारे पास जो बिजली है हम बिजली का उपभोग कर रहे हैं जो कि कुछ उत्पादक स्टेशन द्वारा उत्पन्न होता है और मूल रूप से विभिन्न विद्युत के माध्यम से किया जाता है आप विद्युत प्रसारण उपकरणों और ट्रांसमिशन लाइनों को या तो घरों या कार्यालयों से जानते हैं इसमें से अधिकांश पारंपरिक इलेक्ट्रिकल ग्रिड के बारे में है यह सभी उत्पादन के बारे में है इसका मतलब है कि ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो रहा है नवीनकरणीय या गैर नवीनकरणीय जैसा भी आप यह जान सकते हैं कि बिजली कैसे उत्पन्न हुई इसलिए स्रोत से यह कैसे प्रसारित होने जा रहा है और फिर मध्यवर्ती बिंदुओं पर कई सबस्टेशन हैं जो आगे के उपयोग के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों को बिजली से जोड़ते हैं और बिजली भंडारण करते हैं और इससे और आगे इसलिए पारंपरिक विद्युत ग्रिड शुरू से अंत तक ट्रांसमिशन के माध्यम से घरों से कार्यालयों तक अंतिम उपभोग के लिए उत्पादन से अंत तक सब के बारे में है तो यह वही पारंपरिक शक्ति प्रणाली है जिससे आप बिजली प्रणालियों और विद्युत ग्रिड पर ध्यान केंद्रित करते हैं यही वह है जो वे लोग अध्ययन करते हैं यह वही है जो वे अध्ययन करना चाहते हैं कि यह कैसे कुशलतापूर्वक किया जा सकता है अब जैसा कि चीजों के इंटरनेट के साथ भी होता है जब हम बात करते हैं आप इंटरनेट की चीजों को जानते हैं इसलिए सब कुछ स्मार्ट बनाने के लिए विभिन्न उन्नत सूचना और संचार तकनीकों के उपयोग के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इसकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण घटक घरों और कार्यालयों में बिजली वितरण है तो यह भी होना चाहिए कि यह भी स्मार्ट बना दिया जाय तो यह वह जगह है जहां स्मार्ट ग्रिड चित्र में आता है पारंपरिक विद्युत ग्रिड को स्मार्ट बनाया जा रहा है और इसे स्मार्ट कैसे बनाया जाएगा आईसीटी उपकरणों के उपयोग के माध्यम से विभिन्न उन्नत सूचना और संचार उपकरण से पारंपरिक विद्युत ग्रिड को स्मार्ट बनाने के लिए काम किया जा रहा है यह सब स्मार्ट ग्रिड के क्षेत्र की चिंता है अब जब हम स्मार्ट ग्रिड के बारे में बात करते हैं तो यह ऊर्जा उत्पादन की चिंता करता है और ऊर्जा उत्पादन आमतौर पर अलग अलग बिजली संयंत्रों में केंद्रीकृत तरीके से किया जाता है और यह उत्पादन के रूप में हो सकता है जैसा कि मैंने कहा था कि यह उत्पादन दो प्रकार से हो सकता है या तो आप गैर नवीनकरणीय के माध्यम जैसे कोयला स्रोतों वगैरह का आपको पता है और इसके बाद नवीनकरणीय सोर्स से बिजली पैदा की जा सकती है या अक्षय स्रोतों जैसे हवा सौर ऊर्जा आदि से बिजली पैदा की जा सकती है अब यह ऊर्जा जो अलग अलग पावर प्लांटों में केंद्रीयकृत तंत्रों के माध्यम से आम तौर पर पारंपरिक क्षेत्र में उत्पन्न होती है तब आप जानते हैं कि आमतौर पर पारंपरिक रूप से एक दिशा में वितरित किया जाता है पावर प्लांट से लेकर घरों या उद्योगों या कार्यालयों में और परंपरागत रूप से बिजली के इस विशेष प्रवाह की निगरानी की जाती है और अगर कुछ गलत हो जाता है तो बहाली की तरह ग्रिड की बहाली भी मैन्युअल रूप से की जाती है तो जो होता है वह यह है कि हमारे पास यूनिडायरेक्शनलएक तरफ़ा कम्युनिकेशन होता है न कि ऊर्जा यूनिडायरेक्शनल रूप से बहती है बल्कि सोर्स से लेकर एंड अंतिम कंज्यूमर्स तक कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल है अब एक स्मार्ट ग्रिड में मूल रूप से इस पारंपरिक अवधारणा से एक विचलन है इसका मतलब है कि अतिरिक्त विद्युत ग्रिड अवधारणा स्मार्ट ग्रिड में जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि आप सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं इसके विभिन्न प्रकार हैं इसके लिए नंबर एक पावर सिस्टम में उच्च विश्वसनीयता प्राप्त करना और समग्र रूप से सिस्टम को स्मार्ट बनाना और हमारे पास यहाँ किस तरह की प्रणाली है यह एक साइबर भौतिक प्रणाली है जो उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन वितरण और अंतिम उपयोग के स्थायी मॉडल से सुसज्जित है और नट शेल सारांश में साइबर फिजिकल सिस्टम क्या होता है साइबर फिजिकल सिस्टम इंटरनेट चीजों का एक अभिन्न अंग है नट शेल में किसी भी साइबर फिजिकल सिस्टम में स्मार्ट ग्रिड एक अच्छा उदाहरण है इसका मतलब है भौतिक प्रणाली साइबर भाग इंटरनेट या नेटवर्क का हिस्सा भौतिक प्रणाली के साथ बहुत कसकर जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है भौतिक प्रणाली साइबर प्रणाली साइबर आधारित प्रणाली इंटरनेट आधारित या नेटवर्क आधारित प्रणाली से स्मार्ट बनाने के लिए बहुत कसकर जुडी हुई है इसलिए यह परंपरागत रूप से अनन्य भौतिक प्रणाली की तुलना में चीजों को अधिक कुशलता से कर सकता है तो यह एक साइबर भौतिक प्रणाली है जिसका उपयोग इंटरनेट की चीजों के निर्माण में व्यापक रूप से किया जा रहा है अब हम आगे बढ़ते हैं इसलिए हमारे पास एक स्मार्ट ग्रिड है जिसे एक प्लांट देशव्यापी नेटवर्क के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया है जो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कुशलतापूर्वक मज़बूती से और सुरक्षित रूप से बिजली पहुंचाने के लिए करता है इसलिए हमारे साथ पारंपरिक रूप से इलेक्ट्रिक ग्रिड की इतनी सारी समस्याएं हैं इसलिए उदाहरण के लिए आप हमारे देश में देख रहे हैं मेरा मतलब है कि कई देश जिन्हें आप वितरण के साथ वितरण और उपयोग करने के लिए जानते हैं बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे पास बिजली की चोरी है जिसे आप जानते हैं कि बिजली क्षणिक रूप से चोरी हो रही है इससे पहले कि यह वास्तव में वैध उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जा रही है तो स्मार्ट ग्रिड मूल रूप से इस विशेष समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है कि इस बिजली को वैध और वास्तविक उपभोक्ताओं को इंटरनेट उपभोक्ताओं तक कैसे पहुँचाया जा सकता है इसलिए बिजली को कुशलतापूर्वक वितरित करना विश्वसनीय रूप से विश्वसनीय का मतलब अगर कुछ गलत हो जाता है तो चीजों का ध्यान कैसे रखा जा सकता है और अगर कुछ हो सकता है तो कुछ सबसिस्टम में गिरावट आती है उदाहरण के लिए सबस्टेशन हो सकता है तो समग्र वितरण प्रणाली में गिरावट आती है अगर यह गिरावट आती है तो स्मार्ट ग्रिड बिना किसी रुकावट के काम करता रहेगा और सब कुछ ठीक रहेगा तो यह पारंपरिक इलेक्ट्रिकल ग्रिड के साथ संभव नहीं है और जो स्मार्ट ग्रिड के साथ संभव है इसलिए आप स्मार्ट ग्रिड को जानते हैं क्योंकि हम कंप्यूटर आधारित कार्यप्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी वगैरह का उपयोग कर रहे हैं यह बहुत दिलचस्प हो जाता है इसलिए कुछ लोग स्मार्ट ग्रिड को मस्तिष्क के साथ बिजली के रूप में कॉल करना पसंद करते हैं कुछ लोग इसे ऊर्जा इंटरनेट के रूप में कॉल करना पसंद करते हैं कुछ इसे इलेक्ट्रो नेट के रूप में भी कॉल करना पसंद करते हैं तो NIST जो कि अमेरिका में स्थित एक संगठन है उन्होंने स्मार्ट ग्रिड को एक आधुनिक ग्रिड के रूप में परिभाषित किया है जो ऊर्जा के द्वि दिशात्मक प्रवाह को सक्षम करता है और दो तरह से संचार और नियंत्रण क्षमताओं का उपयोग करता है जो नई कार्यक्षमता का एक सरणी पैदा करेगा और समग्र रूप से सेवा बिजली एक सेवा अधिकार है इसलिए बिजली की पेशकश करने वाले अंतिम उपभोक्ताओं को यह सेवा उनके घरों और उनके कार्यालयों और उद्योगों में मिल रही है और आप कार्यशालाओं आदि को जानते हैं तो लेकिन जो बिजली स्मार्ट ग्रिड को अधिक स्मार्ट या दिलचस्प बनाता है वह यह है कि हमारे पास दो तरह से संचार है न केवल स्रोत से एक दिशा की ओर स्रोत से अंत उपयोगकर्ताओं की ओर है और दूसरी दिशा अंत उपयोगकर्ताओं की ओर से है स्रोत या अंतरिम में विभिन्न सबस्टेशन सूक्ष्म ग्रिड और इतने पर तो ये इनमें से कुछ शब्दावली हैं जो हमारे द्वारा आगे बढ़ने पर अधिक परिचित हो जाएंगी लेकिन आप इस तरह जानते हैं कि अन्य कार्य भी हैं और यह एक आधुनिक आधुनिकीकरण पावर ग्रिड है जो स्मार्ट ग्रिड के दिल की मूल अवधारणा है स्मार्ट ग्रिड के विभिन्न लाभ हैं एक यह है कि पारंपरिक एक पारंपरिक इलेक्ट्रिक ग्रिड की तुलना में बिजली को अधिक कुशलता से संचारित करना संभव है यह बिजली की गड़बड़ी के बाद बिजली की बहाली करती है उपयोगिताओं के लिए संचालन और प्रबंधन की लागत कम हो जाती है और अंततः उपभोक्ताओं के लिए कम बिजली लागत चरम मांग कम हो जाती है बिजली की दरों को कम करने में भी मदद करती है तो इसका क्या मतलब है मूल रूप से आप जानते हैं कि बिजली के उपयोग के कुछ निश्चित चरम समय हैं और उस दौरान मूल रूप से आपको पता है कि चरम समय के दौरान क्या होता है अधिकांश उपयोगकर्ता जुड़े हुए होते है और वे बहुत सारे बिजली का उपभोग करते हैं और स्मार्ट ग्रिड के साथ पीक अवधियों को कम करना संभव है और बिजली के उपयोग का समग्र वितरण दिन की पूरी लंबाई पर संचालित होता है तो यह अक्षय ग्रिड ऊर्जा प्रणालियों सहित ग्राहक की स्वयं की बिजली उत्पादन प्रणालियों के स्मार्ट ग्रिड के बेहतर एकीकरण के साथ संभव है जैसा कि हमने पहले ही अनुभव किया है इसलिए न केवल हम मुख्य बिजली वितरण केंद्रों से बिजली का उपयोग कर रहे हैं बल्कि हम में से बहुत से लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं हम ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं हम में से कई इनका उपयोग करते हैं जैसे सौर ऊर्जा पैनल तो सौर पैनलों का उपयोग आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा के समान छोटे पवन टर्बाइन का उपयोग ऊर्जा दोहन के रूप में किया जाता है ऊर्जा के पवन स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है आप जानते हैं कि स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है और वे इन विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा न केवल स्थानीय रूप से उपयोग किए जा सकते हैं लेकिन यदि कोई भी अधिशेष ऊर्जा है जो इन नवीकरणीय साधनों के माध्यम से उत्पन्न होती है उन्हें संग्रहीत भी किया जा सकता है और वितरित भी किया जा सकता है और अधिशेष ऊर्जा को मुख्य ग्रिड में वापस भी फीड किया जा सकता है तो ये सभी स्मार्ट ग्रिड के साथ संभव हैं जो कि इलेक्ट्रिक पारंपरिक ग्रिड के साथ पहले संभव नहीं था तब बेहतर सुरक्षा बहुत दिलचस्प है क्योंकि आप जानते हैं कि बिजली की चोरी एक चीज है और दूसरी बात यह है कि आप अलग अलग हमलों के बारे में जानते हैं जो इन पर संभव है जैसे कि यह एक साइबर भौतिक प्रणाली पर है किसी भी अन्य साइबर भौतिक प्रणाली या किसी अन्य कंप्यूटर आधारित प्रणाली की तरह आप जानते हैं कि स्मार्ट ग्रिड विभिन्न हमलों के लिए भी असुरक्षित हैं और यदि यह एक पारंपरिक विद्युत ग्रिड है तो हमले और भी अधिक हैं आप जान सकते हैं कि किसी विशेष विद्युत ग्रिड में अलग अलग हमलों के कारण गिरावट लाना संभव है तो आप जानते हैं कि बेहतर सुरक्षा एक ऐसी विशेषता है जो पारंपरिक ग्रिड की इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती है इसलिए उपभोक्ताओं और ऊर्जा सेवा प्रदाताओं या हितधारकों दोनों को स्मार्ट ग्रिड का उपयोग करने से लाभ मिल सकता है तो आइए हम ग्राहकों के लिए अलग अलग लाभों को देखते हैं पहले हमें इसे देखें हर कोई लाभान्वित होता है जो ग्राहकों के लिए विशिष्ट लाभ हैं ग्राहकों या उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट ग्रिड का उपयोग करने का लाभ यह है कि वे अपने ऊर्जा उपयोग की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी समय जब भी वे चाहते हैं वे उपयोग की गई ऊर्जा के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं वास्तव में आप न केवल ऊर्जा उपयोग को जानते हैं बल्कि वे अपने आंतरिक ऊर्जा उपयोग की निगरानी कर सकते हैं और वे इसे ठीक से प्रोग्राम भी कर सकते हैं जैसे दिन के इस समय के दौरान मैं इस ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूँ मैंने इस ऊर्जा का उपयोग करने की योजना बनाई है कुछ अन्य ऊर्जा की आवश्यकता और और इसी तरह तो इन सभी अलग अलग नियोजन सब कुछ स्मार्ट ग्रिड में स्मार्ट ग्रिड के ग्राहकों द्वारा क्रमादेशित किया जा सकता है एक और बात इलेक्ट्रिक कार है जो आप जानते हैं आज कल हम इलेक्ट्रिकल वाहनों हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में प्लग के बारे में बात करते हैं और इसी तरह पीवी पीएचईवी और इतने पर स्मार्ट ग्रिड में ग्राहकों द्वारा स्मार्ट उपकरणों का उपयोग किया जाना संभव है इसलिए ऐसे उपकरण जो आपको पसंद हो सकते हैं हमें पता है कि हमारे पास स्मार्ट एयर कंडीशनर स्मार्ट रेफ्रिजरेटर और इतने पर और विभिन्न अन्य स्मार्ट डिवाइस हैं जो स्मार्ट ग्रिड की पूरी दुनिया में संभव है स्मार्ट उपकरणों को ऑफ पीक आवर्स के दौरान चलाने के लिए कम ऊर्जा बिलों को प्रोग्राम करना संभव है तो आप जानते हैं कि दिन के किसी निश्चित समय में कुछ होता है जो पीक ज्यादा उपयोग है यह एक पीक आवर हो जाता है पीक ऑवर का मतलब है कि उस दौरान मूल रूप से उपकरण और उनका उपयोग दिन के कुछ अन्य समय की तुलना में बहुत अधिक बिजली की खपत करते हैं तो वे ऑफ पीक आवर्स हैं इसलिए ऑफ पीक ऑवर्स के दौरान यदि आप जानते हैं कि एक ग्राहक चाहता है कि वे ऑफ पीक आवर्स के दौरान कुछ उपकरणों को चला सकें और दूसरा बुनियादी आवश्यकताएं वाले उन उपकरणों को पीक आवर्स के दौरान चलाया जा सकता है तो इसे वितरित किया जा सकता है और इन सभी चीजों को ग्राहक स्वयं या खुद से कर सकता है और स्मार्ट ग्रिड की दुनिया में यह सब संभव है और विभिन्न मूल्य निर्धारण विकल्प भी संभव हैं इसलिए पारंपरिक विद्युत ग्रिड में जैसा कि आप जानते हैं ऐसा होता है तो एक एकल दर है जो आप जानते हैं इसलिए एक विशेष दर जो महीने और सप्ताह के सभी दिन सभी ग्राहकों पर लागू होती है इसलिए स्मार्ट ग्रिड में ग्राहकों के द्वारा दिन के अलग अलग समय महीने के सप्ताह और इतने पर अलग अलग मूल्य स्तरों का आनंद लिया जा सकता हैं तो ये सभी चीजें संभव हैं और विभिन्न तरीकों से स्मार्ट ग्रिड का उपयोग करके ग्राहक को लाभ मिलता है अन्य हितधारक निम्नानुसार इस स्मार्ट ग्रिड से भी लाभ उठा सकते हैं उदाहरण के लिए आप कुल मिलाकर स्मार्ट ग्रिड की शुरूआत से जानते हैं कि ग्रिड अधिक विश्वसनीय हो जाता है जैसा कि मैंने पहले ही कहा था ब्लैकआउट और ब्राउनआउट की संभावनाएं इसलिए ब्लैक आउट का मतलब है कि आप जानते हैं कि बिजली की खपत अब संभव नहीं है तो एक पूरी तरह से आपको पता है कि बिजली लंबी समय अवधि के लिए पूरी तरह से कट जाती है तो यह एक ब्लैकआउट है ब्राउन आउट क्या है ब्राउन आउट मूल रूप से है कि कुछ घंटों के लिए उदाहरण के लिए वोल्टेज का स्तर कम हो गया है आप जानते हैं कि हम अक्सर अनुभव करते हैं कि दिन के निश्चित समय पर हमेशा नहीं कुछ विशेष रूप से आप जानते हैं कि हम तापदीप्त बल्बों को उपयोग कर रहे हैं हम देखते हैं कि बल्ब कम ताकत पर चमक रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रिड कि लाइन में समग्र बिजली लोड कम है इसलिए ब्राउन आउट तब हो सकता है जब हम जानबूझकर आमतौर पर जानबूझकर या अनजाने में भी हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए ग्रिड में बिजली लोड कम है यह पूर्ण ब्लैक आउट नहीं है लेकिन कम भार के साथ ताकि ब्राउन आउट हो इसलिए संभवत यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हिस्सेदारी धारकों के लिए ब्राउन आउट तथा ब्लैकआउट की संभावनाओं को कम करें निगरानी विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करना संभव है विस्तृत जानकारी प्रदान करके ग्रिड का लचीलापन बढ़ाया जा सकता है ऊर्जा वितरण में अक्षमताओं को कम करने के लिए आप जानते हैं कि क्या कुछ निश्चित बिंदु हैं जहां कुछ ऊर्जा रिसाव या कुछ है इसलिए जो चीजें अक्षमताएं हैं उन्हें आप स्मार्ट ग्रिड द्वारा अधिक कुशलता से पता कर सकते हैं और यह विशेष रूप से सेवा प्रदाताओं और हितधारक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं जिससे आपको यह पता चल सकता है कि इन पारंपरिक पावर ग्रिड को अक्षय स्रोतों के साथ पूरक किया जाए जैसा कि मैंने ग्राहकों के लिए पहले भी कहा था और यह भी हितधारकों के लिए संभव है और हितधारकों को भी लाभ मिलता है क्योंकि पता है कि वे सूक्ष्म ग्रिड के उपयोग के माध्यम से पवन सोनार और अन्य अक्षय स्रोतों के साथ ऊर्जा के मुख्य स्रोत को पूरक कर सकते हैं और कुल मिलाकर आप ऊर्जा के इन वितरित स्रोतों के प्रबंधन के बारे में जानते हैं उत्पादन से भंडारण तक उनका उपयोग और सब कुछ किया जा सकता है सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है स्मार्ट ग्रिड उपभोक्ता की भागीदारी के विभिन्न गुण हैं हमारे पास स्मार्ट उपकरणों के उपभोग नियंत्रण बिल्डिंग ऑटोमेशन की वास्तविक समय की निगरानी है तो ये सभी चीजें स्मार्ट ग्रिड की मदद से संभव हैं और मैंने पहले ही वास्तविक समय मूल्य निर्धारण के बारे में उल्लेख किया है जो आप दिन के अलग अलग समय पर जब भी अलग अलग आवश्यकता होती है आपको पता होता है कि कीमतों में बदलाव किया जा सकता है और हितधारकों उपभोक्ताओं द्वारा आनंद लिया जा सकता है निश्चित रूप से कुछ नीतियों का होना आवश्यक है और उन नीतियों पर इन अंतिम उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच सहमति व्यक्त करनी होगी तो यह एक पूरी तरह से अलग मुद्दा है लेकिन यह इस तकनीक द्वारा संभव बनाया गया है अक्षय ऊर्जा स्रोतों के स्मार्ट ग्रिड वितरित उत्पादन एकीकरण और माइक्रो ग्रिड के एकीकरण के साथ वास्तविक समय मूल्य निर्धारण संभव है अन्य गुणों में एक पावर सिस्टम दक्षता शामिल है इसलिए बिजली की निगरानी सहित हर समय संपत्ति प्रबंधन में वास्तविक समय में बिजली की निगरानी करना संभव है और एक स्मार्ट ग्रिड के संदर्भ में वितरित स्वचालन और सुरक्षा में इष्टतम उपयोग संभव है तो स्मार्ट ग्रिड के मामले में सब कुछ संभव है और समग्र विद्युत प्रणाली को कुशल बनाया जा सकता है पावर क्वालिटी के मामले में सेल्फ हीलिंग व्यवहार स्मार्ट ग्रिड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है सेल्फ हीलिंग का मतलब है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ घटक टूट सकते हैं कुछ सबसिस्टम जैसे एक ट्रांसफॉर्मर बाहर निकल गया हैं फिर भी प्रणाली जारी रह सकती है आपको पता होगा कि यह अपने आप ठीक हो जाएगी और यह बिना किसी अंतराल के सामान्य रूप से कार्य करती रहेगी आवृत्ति निगरानी और नियंत्रण लोड पूर्वानुमान जो संभव है और मुझे नहीं लगता कि मुझे यह विस्तृत रूप से बताने की आवश्यकता है कि समग्र विद्युत भार को स्मार्ट ग्रिड में पूर्वानुमानित किया जा सकता है और तदनुसार बिजली वितरण को संभव बनाया जा सकता है और लोड पूर्वानुमान की मदद से समग्र ब्लैक आउट और ब्राउन आउट टाइम को कम करना संभव है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका किसी भी प्रकार की रुकावट की जानकारी स्मार्ट ग्रिड की मदद से संभव है तो यहाँ स्मार्ट ग्रिड संरचना है इसलिए हमारे पास बिजली उत्पादन का स्रोत है और बिजली उत्पादन के स्रोत से जो नवीकरणीय होने के साथ साथ अप्राप्य स्रोतों से हो सकता है यह ऊर्जा है जैसा कि आप विभिन्न ट्रांसमिशन लाइनों और वितरण प्रणालियों के माध्यम से देख सकते हैं ये ऊर्जा अलग अलग कार्यालयों और घरों को दिया जाता है और ये कुछ इस रूप में जाना जाता है पड़ोस क्षेत्र नेटवर्क और फिर इन घरों में से प्रत्येक में एक स्मार्ट मीटर सहित विभिन्न स्मार्ट उपकरण हैं आप जानते हैं कि यह एक स्मार्ट मीटर है जो पारंपरिक नियमित मीटर नहीं है लेकिन यह एक स्मार्ट मीटर है जिसे प्रोग्राम भी किया जा सकता है इसलिए और विभिन्न स्मार्ट उपकरणों और घरों के स्मार्ट मीटर जिन्हें आप जानते हैं तो ये संभव किए जा सकते हैं अब जो है वो दिलचस्प है तो यह पारंपरिक है मूल रूप से यह ऊर्जा के पारंपरिक प्रवाह की तरह है लेकिन इसके साथ ही हमारे पास जो है वह है विभिन्न नेटवर्क से जुड़ाव हमारे पास सेंसर और अलग अलग एक्ट्यूएटर हैं जिनका उपयोग इस स्रोत में किया जा रहा है जिसे आप बिजली उत्पादन के स्रोतों में जानते हैं फिर आईपी नेटवर्क को एमडीएमएस मीटर डेटा प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है और इनसे प्रभावित होने वाले एमडीएमएस से कनेक्ट किया जा सकता है जब या यहां तक कि अन्य इंटरनेट कनेक्टिविटी बिजली वितरण प्रणाली के लिए तो हमारे पास डेटा एग्रीगेटर यूनिट है जो मूल रूप से इन प्रत्येक घरों की तरह है यह जानकारी इन डेटा एग्रीगेटेड यूनिट में एकत्र की जा सकती है और इस डेटा एग्रीगेट यूनिट में एक है मीटरिंग डेटा बफर जो मूल रूप से डेटा वगैरह को स्टोर करता है और बफर करता है इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास मूल रूप से है और पारंपरिक बिजली वितरण और सूचना प्रवाह के बीच सम्बन्ध हैं तो एक स्मार्ट ग्रिड में जानते हैं हमारे पास प्रवाह ऊर्जा और ऊर्जा प्रवाह दोनों हैं और साथ में सूचना प्रवाह भी है इसलिए यहां स्मार्ट ग्रिड का वैचारिक मॉडल है हमारे पास अलग अलग घटक हैं जैसा कि हम यहां देख सकते हैं हमारे पास ग्राहक हैं हमारे पास सेवा प्रदाता हैं हमारे पास संचालन केंद्र हैं हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम वितरण प्रणाली और निश्चित रूप से बाजार हैं उत्पादन प्रणाली हैं तो यह विशेष रूप से इन विभिन्न ऊर्जा के प्रवाह को दिखा रहा है और साथ ही संचार प्रवाह इन बिंदीदार लाइनों को संचार प्रवाह दिखा रहे हैं क्षमा करें यह है यह विद्युत प्रवाह है ये बिंदीदार रेखाएं ग्राहक के बीच विद्युत प्रवाह हैं वितरण प्रणाली ट्रांसमिशन सिस्टम जनरेशन सिस्टम और इसी तरह और ये नीले रंग वाले मूल रूप से संचार के प्रवाह का चित्रण हैं और यह स्मार्ट ग्रिड के मामले में संचार का एक सुरक्षित प्रवाह है तो स्मार्ट ग्रिड के विभिन्न घटक हैं हमारे पास स्मार्ट घर है तो हमारे पास अक्षय ऊर्जा उपभोक्ता जुड़ाव संचालन केंद्र खुफिया वितरण और इलेक्ट्रिक वाहनों में प्लग है इसलिए हम इनमें से प्रत्येक को एक एक करके लेने जा रहे हैं और हम इन पर अधिक गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए हम स्मार्ट होम से शुरुआत करेंगे इसलिए एक स्मार्ट होम में हमारे पास हमारे स्मार्ट उपकरण हैं और वे ऊर्जा बचाने के लिए इन विभिन्न उभरती हुई स्मार्ट ग्रिड तकनीकों का उपयोग करते हैं और कम से कम मेरा मतलब है कि अलग अलग दरें और अलग अलग कीमतें हैं और विभिन्न कीमतों का उपयोग किया जा सकता है और ये इलेक्ट्रिक ग्रिड के सुचारू और कुशल कामकाज में योगदान करते हैं ग्रिड ऑपरेटर्स यूटिलिटीज और उपभोक्ताओं के बीच पारस्परिक संबंध स्मार्ट ग्रिड तकनीकों के उचित कामकाज में मदद करते हैं और स्मार्ट होम में अलग अलग होते हैं अलग अलग कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण होते हैं जो पावर ग्रिड से दिन के अलग अलग समय में ऊर्जा के उपयोग को कम करने में मदद करते हैं और अगर पावर ग्रिड तनाव में है इसका मतलब है उच्च मांग वगैरह है तो इस बिजली लोड को स्मार्ट होम में भी स्थानांतरित किया जा सकता है और इसलिए कि मूल रूप से क्या हो सकता है कि शक्ति को पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स के बीच वितरित किया जा सकता है और इस तरह एक स्मार्ट होम में बिजली वितरण को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है ताकि उपयोगकर्ताओं को आपके द्वारा लाभान्वित किया जा सके तो उनके पास अलग अलग उपकरण हो सकते हैं जो दिन के अलग अलग समय से जुड़े हो सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह पीक आवर है या यह ऑफ पीक आवर है तो एक स्मार्ट घर में हमारे पास ऐसा कुछ है इसलिए हमारे पास स्मार्ट मीटर स्मार्ट उपकरण हैं और घरेलू बिजली उत्पादन प्रणाली भी है तो आप जानते हैं कि छत के शीर्ष पर ये बिजली के पैनल सौर पैनल हो सकते हैं और सौर पैनल इसके अतिरिक्त बिजली पैदा करने के लिए कुछ बिजली पैदा कर सकते हैं जो घर में आपूर्ति की जाती है एक स्मार्ट होम में एक महत्वपूर्ण घटक स्मार्ट मीटर है और यह एक प्रोग्रामेबल मीटर है और इस मीटर को इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि दिन के अलग अलग समय में अलग अलग उपकरणों का विभिन्न बिजली दरों पर आनंद उठा सकते हैं तो स्मार्ट मीटर मूल रूप से वे उपभोक्ता और ऊर्जा सेवा प्रदाता के बीच स्मार्ट ग्रिड इंटरफ़ेस प्रदान करते हैं और वे डिजिटल रूप से संचालित होते हैं इसका मतलब है कम्प्यूटरीकृत इसलिए उनके पास छोटे कंप्यूटर हैं और वे उपभोक्ता और ऊर्जा सेवा प्रदाता के बीच सूचना के स्वचालित और जटिल हस्तांतरण की अनुमति देते हैं और इस तरह से उपभोक्ता कम ऊर्जा लागत का आनंद ले सकते हैं तो एक स्मार्ट घर में आप जानते हैं कि स्मार्ट होम मूल रूप से उपभोक्ताओं को बेहतर तरीके से ऊर्जा बचाने के लिए ऊर्जा उपयोग को ट्रैक करने के लिए अनुमति देता है तो मूल रूप से आप जानते हैं आपके पास कुछ है जिसे घर ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है तो ये होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम मूल रूप से इन विशेष चीजों को करने की अनुमति देता है ये होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम उपभोक्ताओं को ऊर्जा सेवा प्रदाता से वास्तविक समय की जानकारी और मूल्य संकेतों की निगरानी करने की अनुमति देता है यह स्वचालित रूप से पावर का उपयोग करने के लिए सेटिंग्स बनाने की अनुमति देता है जब कीमतें सबसे कम हैं यह बड़ी मांग दरों से बचने में मदद करता है जो ब्लैक आउट्स और ब्राउन आउट्स को रोकता है बदले में सेवा प्रदाता वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का विकल्प भी चुन सकता है इस स्मार्ट मीटर के अतिरिक्त स्मार्ट उपकरण होंगे जिन्हें स्वचालित किया जा सकता है और उनकी प्रकृति मजबूत हो सकती हैं वे चरम समय के दौरान ऊर्जा का उपयोग करने से बचने के लिए ऊर्जा सेवा प्रदाता से संकेतों का जवाब देते हैं इन स्मार्ट उपकरणों में स्वचालित नियंत्रणों को ओवरराइड करने के लिए उपभोक्ता नियंत्रण शामिल हैं और ओवरराइड करके उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा का उपभोग कर सकते हैं जबकि न्यूनतम भुगतान करना सुनिश्चित नहीं होता है हर घर में इन घरों की छत पर घरेलू बिजली उत्पादन प्रणालियों से सुसज्जित किया जाता है इन पवन टरबाइनों को फिट किया जा सकता है या ऊर्जा के इन नियमित प्रवाह को पूरा करने के लिए सौर पैनलों को फिट किया जा सकता है अधिशेष ऊर्जा जो कि घरेलू बिजली प्रबंधन प्रणालियों द्वारा उत्पन्न की जाती है को अतिरिक्त रूप से ग्रिड में फीड किया जा सकता है और ये उपभोक्ता वास्तव में ऊर्जा जनरेटर सेवा के रूप में कार्य कर सकते हैं और वे वास्तव में इस विशेष प्रक्रिया के माध्यम से कुछ अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकते हैं और घर को टापू बनाने के मामले में वितरित स्रोतों से शक्ति प्राप्त हो सकती है क्योंकि वे बिजली घर बिजली उत्पादन प्रणाली हो सकती है अक्षय स्रोत स्मार्ट ग्रिड का एक महत्वपूर्ण घटक है मैं इस बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं कि एक अक्षय स्रोत क्या है जो परिभाषा आपके लिए दी गई है लेकिन जैसा कि हम सभी अपने बुनियादी ज्ञान से जानते हैं कि ये स्रोत सौर पवन और विभिन्न अन्य रूप हैं ऊर्जा के ये स्रोत वे हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हुए बहुत सारे फायदे देते हैं और ये बहुत आकर्षक हैं और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत एक स्मार्ट ग्रिड के महत्वपूर्ण घटक हैं अब हम एक स्मार्ट ग्रिड में उपभोक्ता जुड़ाव के बारे में बात करते हैं जैसा कि मैं पहले संक्षेप में उल्लेख कर रहा था कि उपभोक्ताओं के लिए यह संभव है कि वे समग्र प्रक्रिया और सिस्टम के कामकाज में लगे रहें जिस तरह से उपभोक्ता कर सकते हैं स्मार्ट घरेलू उपकरणों के उचित समय निर्धारण के साथ ऊर्जा की बचत करें जो ऑफ पीक आवर्स में ऊर्जा की खपत के लिए कम भुगतान करते हैं और यह उपभोक्ता के लिए फायदेमंद होता है इसलिए उपभोक्ता इस प्रक्रिया में व्यस्त हो जाते हैं और वे इन माध्यमों से सुविधा प्राप्त करते हैं उपभोक्ता की भागीदारी अलग अलग तरीकों से होती है समयानुसार मूल्य निर्धारण एक शुद्ध पैमाइश और वित्तीय प्रोत्साहन एक और है हम इनमें से प्रत्येक के बारे में संक्षेप में बात करने जा रहे हैं मूल रूप से उपयोग मूल्य निर्धारण के समय में क्या होता है जब उपभोक्ताओं को ऊर्जा भार कम होने पर ऑफ पीक आवर्स में ऊर्जा का उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो यह दोनों सेवा प्रदाता के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ देता है उपभोक्ताओं को इस दौरान पता चलता है कि वे ऑफ पीक आवर्स के दौरान बिजली का आनंद ले रहे हैं इसलिए उनके पास बिजली की कम दरें हैं जो वे कम दरों पर भुगतान कर रहे हैं और यह समग्र ग्रिड को सेवा प्रदाता जैसे विभिन्न अन्य हितधारकों को भी लाभान्वित करता है क्योंकि इस तरह वे शहर में समग्र भार का प्रबंधन कर सकते हैं या आपको पता है कि कभी बिजली कहाँ है बशर्ते वे इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकें और दिन भर ग्रिड पर ऊर्जा भार गतिशील हो जाता है इसलिए गतिशील रूप से आप जानते हैं कि विभिन्न उपभोक्ताओं का ग्रिड उपयोग करना संभव बनाया जा सकता है वे दिन में अलग अलग समय में ग्रिड ऊर्जा भार का उपयोग गतिशील रूप से कर सकते हैं पीक आवर्स में यदि ऊर्जा की अनुरोधित मात्रा अधिक है तो यह कम कुशल ऊर्जा वितरण को अधिक प्रदूषण की ओर ले जाता है और घर ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली मूल रूप से कुशल सेवा सुनिश्चित करने और कम भुगतान करने के लिए ऑफ पीक घंटे में स्मार्ट उपकरणों को शेड्यूल करने की कोशिश करती है नेट मीटरिंग यह एक विशेषता है जिसके माध्यम से यह संभव है नेट मीटरिंग स्मार्ट मीटर की स्थापना की मदद से की जा सकती है यदि उपभोक्ताओं द्वारा पीक आवर्स में ग्रिड में उत्पन्न ऊर्जा की अधिक मात्रा की आपूर्ति की जाती है तो उन्हें उच्च भुगतान किया जाता है और ऑफ पीक आवर्स के दौरान कीमत कम होती है उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले अंतिम बिल ग्रिड से उपभोक्ता के सिरे तक ऊर्जा के प्रवाह और उपभोक्ता के सिरे से ग्रिड तक ऊर्जा के बहिर्वाह पर निर्भर करते हैं उपभोक्ता को नेट मीटरिंग मूल्य के आधार पर वर्ष के अंत में ऊर्जा सेवा प्रदाता से प्रोत्साहन मिल सकता है उपभोक्ता जुड़ाव के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन भी हैं ऊर्जा सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं की भागीदारी के लिए कुछ वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है वहां उपकरणों के संचालन को बंद करने के लिए ऑफ पीक आवर्स में लगाया जा सकता है बैटरी में स्थापित ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा सकता है उपभोक्ता हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वाहनों के प्लग में या इलेक्ट्रिकल वाहनों में प्लग को इस तरह भेजता है स्मार्ट ग्रिड उपभोक्ताओं को एक बड़ी सीमा तक सक्षम बनाता है उपभोक्ताओं को इस विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा सेवा प्रदाता से अलग अलग तरीकों से वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है इसके साथ हम स्मार्ट ग्रिड के पहले भाग के अंत में आते हैं क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि स्मार्ट ग्रिड का विज़न बहुत आकर्षक है इसलिए यह मूल रूप से पारंपरिक पावर ग्रिड को एक नई प्रणाली नई साइबर भौतिक प्रणाली में बदलने की कोशिश करता है जहां आईसीटी टूल्स का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और इन पारंपरिक स्मार्ट ग्रिड को अधिक कुशल बहुत अधिक सुरक्षित और बहुत अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है उपभोक्ताओं और इसलिए हम जो करने जा रहे हैं वह हम अपनी चर्चाओं के साथ जारी रखेंगे हमने स्मार्ट ग्रिड के कुछ घटकों को पहले ही देख लिया है जिन्हें हमने स्मार्ट होम और उपभोक्ता के जुड़ाव के रूप में देखा है और स्मार्ट ग्रिड के कुछ अन्य पहलू हैं और हम स्मार्ट ग्रिड के दूसरे भाग में चर्चा करने जा रहे हैं